पिछली कक्षा में हमने असाइनमेंट की समस्या का डुअल देखा प्राइमल सिग्मा CijXij को न्यूनतम करता है इस शर्त के अधीन कि एक काम केवल एक व्यक्ति के पास जाता है और एक व्यक्ति को एक काम मिलता है तो एक n n असाइनमेंट समस्या में जिसका अर्थ है कि n काम और n लोग हैं हमारे पास यहां n कंस्ट्रेंट हैं और हमारे पास यहां एक और n कंस्ट्रेंट हैं तो प्राइमल में 2 n कंस्ट्रेंट हैं अब क्योंकि प्राइमल में दो कंस्ट्रेंट है डुअल में दो वेरिएबल होंगे तो हम इस कंस्ट्रेंट के सेट के करेस्पॉन्ड ui वेरिएबल और कंस्ट्रेंट के इस सेट के करेस्पॉन्ड vj वेरिएबल प्रस्तुत करेंगे और इसीलिए डुअल समाधान या डुअल मैक्सिमाइज uivj हो जाएगा क्योंकि प्राइमल का RHS एक है ∑ ui ∑ vj ui vj ≤ Cij होगा जितने प्राइमल वैरियेबल्स होंगे उतने ही डुअल में कंस्ट्रेंट होंगे प्राइमल में n2 वेरिएबल है डुअल में n2 कंस्ट्रेंट होंगे Xij यहां i वे कंस्ट्रेंट पर दिखाई देगा और j वा कंस्ट्रेंट यहां तो इसका स्वरूप ui vj ≤ Cij होगा तो हमने यह भी कहा था कि हम देखेंगे कि असाइनमेंट के डुअल के संदर्भ में हंगेरियन एल्गोरिथ्म कैसे काम करता है तो अब हम उन उदाहरणों पर जाते हैं जिन्हें हमने देखा है और समझेंगे कि हंगेरियन एल्गोरिथम की इष्टतमता कैसे होती है या हमने जो एल्गोरिथम देखा है वह हमें इष्टतम समाधान क्यों देता है तो आइए हम इस उदाहरण को देखें जो 44 उदाहरण है तो यहां चार काम और चार व्यक्ति हैं तो ये चार काम का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह चार लोगों का प्रतिनिधित्व करते है तो जो हमने किया वह पहला कदम था हमने प्रत्येक पंक्ति से न्यूनतम घटाया हमने पंक्ति न्यूनतम की पहचान की और पंक्ति के प्रत्येक तत्व से पंक्ति न्यूनतम को घटाया पहली पंक्ति मे न्यूनतम यहां है जो कि चार है और फिर हमने इसे घटाकर 4 2 0 और 5 प्राप्त किया अब यह वही है जैसे कि u1 4u1 लिखना पंक्ति न्यूनतम है तो पहली पंक्ति के प्रत्येक तत्व से u1 घटाना और u1 4 लिखना इसी तरह यह u2 5 लिखने के समान है 5 न्यूनतम है इसलिए u2 5 और प्रत्येक तत्व से 5 घटाना u3 9 और 9 घटाना और u4 6 और 6 घटाना अब हमने इसे इस मैट्रिक्स में घटा दिया जो मैट्रिक्स यहाँ दिखाया गया है हमने इसे इस मैट्रिक्स में घटा दिया और फिर हमने कॉलम 11 को देखा और हमने कॉलम न्यूनतम को घटा दिया पहली पंक्ति न्यूनतम 0 है यह v1 0 लिखने और उसी कॉलम को बनाए रखने के समान है दूसरे कॉलम के लिए भी न्यूनतम 0 है जो या तो यहाँ या यहाँ है जो कि v2 0 के समान है तीसरे कॉलम के लिए 0 न्यूनतम है तो v3 0 और चौथा कॉलम न्यूनतम 3 है तो हम v4 3 लिखते हैं और फिर हम नए मैट्रिक्स को प्राप्त करने के लिए उस कॉलम को न्यूनतम से घटाते हैं और हमने यह भी कहा कि इस मैट्रिक्स में हर पंक्ति में और अब हर कॉलम में कम से कम एक 0 होगा यह नया मैट्रिक्स जो हमें मिला है यदि हम एक विशिष्ट तत्व लेते हैं जो यहां है अब यह एक घटाव से बाहर आ गया है इस स्तर पर 5 घटाना और इस स्तर पर 3 घटाना तो यह और कुछ नहीं बल्कि 9 5 3 है तो यह वैल्यू मतलब मान वास्तव में यह वैल्यू जो यहाँ है Cꞌijहै अगर मैं इसे कहूं तो Cꞌij मूल Cij ui vj के बराबर है और अगर मूल मैट्रिक्स मे सभी लागत गुणांक ≥ 0 है यह Ci Cꞌijजो Cij ui vj ≥ 0 होगा तो यह ≥ 0 होगा तो Cꞌij≥ 0 होगा अब जब Cij ≥ 0 है इसका अर्थ है कि ui vj ≤ Cij क्योंकि Cꞌij ≥ 0 है मतलब Cij ui vj ≥ 0 ui vj ≤ Cij तो u और v जो कि हमने पंक्ति न्यूनतम और कॉलम न्यूनतम घटाकर परिभाषित किया है हमें एक डुअल इष्टतम समाधान देता है तो u और v का यह सेट डुअल के लिए इष्टतम है अब हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं और फिर हम असाइनमेंट करते हैं अब अगर हम असाइनमेंट्स इस आधार पर करते हैं उदाहरण के लिए पहली पंक्ति में केवल एक 0 है तो हम यहां एक असाइनमेंट कर सकते हैं दूसरी पंक्ति में केवल एक 0 था इसलिए हम यहां एक असाइनमेंट कर सकते हैं और फिर यह चला जाता है तीसरी पंक्ति में है पहले कॉलम में एक 0 है तो यह जाता है तो हम तीन असाइनमेंट्स करने में सक्षम हैं अब यदि हम इसमें चार असाइनमेंट्स करने में सक्षम होते तो हम कहते कि हमें इसका इष्टतम समाधान मिलेगा अब प्रेरणा इस प्रकार है हम केवल 0 पोजीशन पर असाइनमेंट करने जा रहे हैं तो जब हम केवल 0 पोजीशन पर असाइनमेंट करते हैं तो इन पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग Cij ui vj 0 है जिसका अर्थ है कि डुअल कंस्ट्रेंट समीकरण के रूप में संतुष्ट है जिसका अर्थ यह भी है कि डुअल स्लैक 0 है तो यदि यह एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो हमें एक स्लैक जोड़ना होगा जो Hij हो सकता है और यह स्लैक 0 होगा तो हम क्या कर रहे हैं हम केवल 0 पोजीशन पर आवंटन करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका अर्थ केवल उन पोजीशन पर जहां डुअल स्लैक 0 है जिसका अर्थ है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस मतलब मानार्थ सुस्तता लागू कर रहे हैं इसलिए हम असाइनमेंट करेंगे Xij तभी बुनियादी होगा जब डुअल स्लैक 0 होगा इसलिए xi xx जो कि प्राइमल वैरिएबल के करेस्पॉन्ड गुणा v जो ड्यूल स्लैक के करेस्पॉन्ड है 0 के बराबर होगा क्योंकि ड्यूल स्लैक 0 है तो यदि हम चार आवंटन करने में सक्षम हैं यदि इस मैट्रिक्स में चार व्यवहार्य आवंटन प्राप्त करने में सक्षम हैं तो हम कहेंगे कि हमें इष्टतम समाधान मिल गया है इस स्तर पर इस विशेष उदाहरण के लिए हम चार आवंटन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं हमें कुछ और करना होगा लेकिन अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जहां n n मैट्रिक्स है जहां पंक्ति न्यूनतम और कॉलम न्यूनतम घटाने के बाद हम एक कम या घटा हुआ मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं और उस कम मैट्रिक्स का मतलब है कुछ ui और vj हैं जिन्हें हमने परिभाषित किया है ui पंक्ति न्यूनतम हैं vj कॉलम न्यूनतम हैं और uivj ≤ Cij है क्योंकि पंक्ति न्यूनतम और कॉलम न्यूनतम घटाकर हम यह सुनिश्चित करते हैं कि परिणामी मैट्रिक्स ≥ 0 है जो यहां है इसलिए यह डुअल व्यवहार्य है ui vj ≤ Cij और ui vj अप्रतिबंधित हैं तो हम इस u और v के चिह्न के बारे में चिंता नहीं करते तो पंक्ति कॉलम को घटाना और नया मैट्रिक्स प्राप्त करना u और v के एक सेट को परिभाषित करने के बराबर है इस प्रकार कि संबंधित डुअल समाधान व्यवहार्य है केवल 0 पदों पर असाइनमेंट करने से कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस संतुष्ट होता है और यदि हम एक व्यवहार्य समाधान प्राप्त करने में सक्षम हैं तो इस तरह का व्यवहार्य समाधान इष्टतम है बेशक इस उदाहरण में हम चार आवंटन के साथ एक संभव समाधान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो हम कुछ और करते हैं तो हम देखते हैं कि हम वहां क्या करते हैं और हम इसे कैसे समझाते हैं तो हम आगे बढ़े और हमारे पास यह है हमारे पास यह समाधान है तो हमने इन तीन पोजीशन पर असाइनमेंट किए है हमने यहां असाइनमेंट किया हैं हमने यहां असाइनमेंट किया हैं और फिर हमने यहां असाइनमेंट किया हैं अब ये दोनों 0 असाइन नहीं किए गए हैं और इन्हें क्रॉस कर दिया गया है अब इस बिंदु पर हम कहते हैं कि हमें चार असाइनमेंट नहीं मिले और इसलिए हमें चौथा असाइनमेंट प्राप्त करने की आवश्यकता है तो हमने उस प्रक्रिया का पालन किया जहां हमने कुछ अनअसाइन पंक्तियों और पंक्ति रेखाओं को टिक किया तो हमने अनसाइन पंक्तियों पर टिक किया अगर टिक वाली पंक्ति में 0 है तो हमने संबंधित कॉलम को टिक किया हमने अनसाइन पंक्तियों को टिक किया यदि कोई 0 है तो उस कॉलम पर टिक करें और अगर टिक वाले कॉलम में असाइनमेंट है तो संबंधित पंक्ति पर टिक करें ऐसा तब तक करें जब तक कि और अधिक टिक करना संभव न हो अनटिक पंक्तियों और टिक वाले कॉलम से एक रेखा खींचें तो अनटिक पंक्तियों से रेखा को खींचा गया ये दोनों अनटिक पंक्तियाँ हैं यह टिक कॉलम है और हमने फिर इन रेखाओं को खींचा तीन रेखाएं हमने खींची और फिर हमने यह भी कहा कि ये तीन रेखाएं इस तथ्य के समान हैं कि हमने तीन असाइनमेंट किए हैं और हमने यह भी समझा कि ये तीन रेखाएँ सभी 0 को कवर करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियाँ हैं तो हमने सब कर दिया फिर हमने क्या किया हमने अन्य पोजीशन जहां कोई रेखाएं नहीं गुजर रही थीं को देखा और फिर हमने उनमें से न्यूनतम का पता लगाया जो 1 है जो या तो यह है या यह है θ 1 और फिर हमने कहा कि हम इस θ को जो 1 है हर तत्व से घटाएंगे जिसके पास से गुजरने वाली कोई भी रेखा नहीं है हम इसे उन पोजीशन में जोड़ देंगे जहां से दो रेखाएँ गुजर रही हैं और हम बाकी को जैसे वे हैं वैसे ही बनाए रखेंगे तो इसका परिणाम 4 के रूप में 4 शेष रहा इस 2 से दो रेखाएँ गुजरती हैं तो 2 3 बन गया और इस 2 से कोई भी रेखा नहीं गुजरती इसलिए यह 2 एक हो गया ये एक 0 बन गए और हमें परिणामी मैट्रिक्स मिला उस बिंदु पर हमने कहा कि हम कुछ मात्राओं में कुछ जोड़ रहे हैं हम कुछ पोजीशन से घटा रहे हैं और हम कुछ पोजीशन मे कुछ नहीं करते हैं इसे देखने का एक और तरीका है अगर हम एक विशिष्ट पंक्ति लेते हैं यहां पंक्ति या तो टिक है या लाइन गुजर रही है तो यदि पंक्ति टिक है और पूरी पंक्ति से गुजरने वाली कोई रेखा नहीं है तो इसमें या तो ऐसे तत्व होंगे जहां केवल एक रेखा गुजर रही है या ऐसे तत्व होंगे जहां कोई रेखा नहीं गुजर रही तो यदि हम इस विशिष्ट पंक्ति को लेते हैं तो हम कुछ पोजीशन से घटाते और कुछ पोजीशन को समान रखते ये 0 पोजीशन को समान रखते हैं यदि हम इस पंक्ति को देखें जो उदाहरण के लिए जिससे एक रेखा गुजर रही है फिर हम या तो कुछ पोजीशन को समान रखेंगे और जोड़ेंगे तो जो पंक्तियों में होता है अगर हम एक पंक्ति लेते हैं तो हम या तो ऐसा करते हैं या फिर वैसा हम या तो कुछ चीजों को समान रखते हैं और घटाते हैं या कुछ चीजों को समान रखते हैं और जोड़ते हैं तो यह वह परिवर्तन है जो हम नए कॉलम में करते हैं इसी तरह अगर हम कॉलम लेते हैं अगर हम इस कॉलम को लेते हैं जहां वास्तव में एक रेखा गुजर रही है तो हम या तो चीजों को वैसे ही रखते हैं जैसे वे हैं या हम जोड़ते हैं यदि आप इस कॉलम को लेते हैं जहाँ से रेखा नहीं गुजर रही तो हम या तो चीजों को घटाते हैं या जैसे वे हैं वैसे रख देते हैं तो इंटरसेक्शन तत्वों में θ जोड़ने की यह प्रक्रिया थीटा को उन तत्वों से घटाना जहाँ से कोई रेखा नहीं गुजर रही है और बाकी को जैसे वे हैं वैसे ही रखना u और v को पुनर्परिभाषित करने जैसा है अब मूल u 4 5 9 और 6 थे अब नए u 4 6 9 और 7 हैं हमें यह कैसे मिले ये वे पोजीशन हैं जहाँ पर टिक होते हैं जिसका अर्थ है कि ये ऐसी पोजीशन या पंक्तियाँ हैं जहाँ कोई रेखा नहीं होती क्योंकि हम केवल अनटिक पंक्तियों से रेखा खींचते हैं तो यह एक टिक वाली पंक्ति है तो कोई रेखा नहीं है तो यदि पंक्ति से गुजरने वाली कोई रेखा नहीं है तो उस u पर थीटा जोड़ेंगे तो 5 6 हो जाता है 6 7 बन जाता है यदि उस पंक्ति से गुजरने वाली कोई रेखा है तो u को वैसे ही रखेंगे तो u1 4 हो जाता है u2 6 हो जाता है u3 9 बन जाता है u3 पर एक रेखा है तो u रहता है u4 पर रेखा नहीं है तो u4 u4 θ इसलिए 6 7 बन जाएगा इसी तरह यदि आप चार कॉलम लेते हैं यदि कॉलम के पास से गुजरने वाली रेखा नहीं है तो v ज्यों का त्यों रखेंगे तो v1 0 है v3 0 है v4 3 है यदि किसी कॉलम से कोई रेखा गुजरती है तो उस v से थीटा θ घटाएंगे तो v2 1 हो जाता है तो अब हमारे पास u और v का एक नया सेट है जो नई तालिका के करेस्पॉन्ड है अब जब हमारे पास u और v का यह नया सेट है तो जिस तरह से हमने इसे परिभाषित किया है अब हम देखते हैं कि u और v का नया सेट इस प्रकार है कि ui vj ≤ Cij अब हमें पता चला कि वैल्यू का यह सेट जो अब हमारे पास है अगर हम इसे Cꞌij कहते हैं यदि हम इसे Cꞌij कहते हैं तो यह Cꞌij Cij ui vj मैं इसे समझाता हूं उदाहरण के लिए अगर हम इस तत्व को लेते हैं तो 2 यहां 3 हो जाता हैं तो चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है अब यह 3 Cij ui vj है ui vj 4 1 3 है Cij 6 है 6 3 3 है मान लीजिए मैं यह चार लेता हूं जहां कोई बदलाव नहीं हुआ है ui vj 4 है 8 4 4 है यदि हम इस पर गौर करें तो जहां 2 1 हो गया है ui vj 6 0 6 है 7 6 1 है तो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में परिवर्तन वास्तव में क्या होता है हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं और लाइनों को खींचने के बाद जहाँ भी कोई तत्व से दो रेखाएं गुजरती है हम थीटा जोड़ते हैं जहां भी एक रेखा गुजरती है हम उसे वैसे ही रखते हैं कोई भी रेखा पास से नहीं गुजरती है हम θ घटाते हैं तो ऐसा लगता है यदि हम कुछ कर रहे हैं कुछ स्थानों में हम जोड़ रहे हैं कुछ स्थानों में घटा रहे हैं और इसी तरह अन्य लेकिन ऐसा करने का एक क्रम और कारण है अब थीटा को इंटरसेक्शन तत्व में जोड़ने की यह पूरी चीज ऐसे तत्वों से θ घटाना जिनमे कोई रेखा नहीं है और रेखा तत्वों को वही या समान रखना जिसमें से एक लाइन गुजर रही है यह u और v को पुनर्परिभाषित करने के बराबर है इस प्रकार कि ui ui है यदि पंक्ति में रेखा नहीं है तो ui समान रहता है और यदि पंक्ति में कोई रेखा नहीं होती तो ui ui θ है यह vj के बराबर भी है जब कोई रेखा नहीं होती है जिसका अर्थ है कि v समान हैं और जब किसी कॉलम से रेखा गुजरती है तो vj vj θ और u और v को फिर से परिभाषित करके अब हम एक और Cij ui vj मैट्रिक्स बना रहे हैं और हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह मैट्रिक्स ≥ 0 है इस मैट्रिक्स में प्रत्येक तत्व ≥ 0 है जिसका अर्थ है कि यह मैट्रिक्स ui vj ≤ Cij को भी संतुष्ट करता है इसलिए डुअल वेरिएबल का नया सेट जो थीटा द्वारा डुअल वेरिएबल के मूल सेट से θ को जोड़कर या घटाकर या वैसे ही समान रख कर मिला है डुअल के लिए भी व्यवहार्य है और यह भी दिलचस्प है कि ui और vj चिन्ह में अप्रतिबंधित हैं तो हम वास्तव में इस तथ्य के बारे में चिंतित नहीं हैं कि v2 ने 1 लिया है क्योंकि परिभाषा से ui और vj चिन्ह में अप्रतिबंधित हैं इसलिए हमने जो नया मैट्रिक्स प्राप्त किया है वह भी डुअल व्यवहार्य है और अब हमने जो नया मैट्रिक्स प्राप्त किया है उसमें एक संगत u और v ऐसा है जो ui vj ≤ Cij है अब नए मैट्रिक्स में हम केवल 0 पोजीशन पर असाइनमेंट करेंगे उदाहरण के लिए हम पहली पंक्ति को देखते हैं और हम कहते हैं कि हम यहां एक असाइनमेंट कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह 0 चला जाएगा हम अस्थायी रूप से दूसरी और तीसरी पंक्तियों को छोड़ते हैं हम यहां असाइनमेंट करते हैं यह जाता है और फिर हम यहां एक असाइनमेंट करते हैं यह जाता है और हम चार असाइनमेंट प्राप्त करने के लिए यहां एक असाइनमेंट करते हैं और इसलिए हमें इष्टतम समाधान मिला है क्यों क्योंकि हम 0 पोजीशन में असाइनमेंट करते हैं

तो एक बार फिर 0 पोजीशन में Cij ui vj 0 है इसलिए ui vj Cij कंस्ट्रेंट एक समीकरण के रूप में संतुष्ट है संबंधित डुअल स्लैक 0 है तो एक प्राइमल वैरिएबल केवल तब ही बेसिक अर्थात बुनियादी हो सकता है जब डुअल स्लैक 0 है हम केवल 0 पदों पर असाइनमेंट करते हैं इसलिए हम कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस की स्थिति को संतुष्ट करते हैं इसलिए जिस क्षण हमें चार असाइनमेंट के साथ एक संभव समाधान मिलता है वह वास्तव में इष्टतम है लेकिन हम इस तालिका और दूसरी तालिका के बीच भी कुछ दिलचस्प करते हैं अब इस थीटा को देखकर थीटा यहाँ 1 के बराबर है और इस स्थिति को देखें हम वास्तव में इस स्थिति में हैं हम संख्या बढ़ाते हैं तब भी यदि हमारे पास 0 हो और अगर दो लाइनें गुजर रही हो हम इसे बढ़ाएंगे अब जब हम इस प्रक्रिया को लागू करते हैं और हम देखते हैं अगर हमारे पास वास्तव में इस एक के बजाय 0 होता तो उस 0 में आवंटित करने से ऐसा करने और ऐसा करने का मौका छीन जाता एक 0 जिसमें दो लाइनें गुजर रही हैं वास्तव में एक अवांछित 0 है और यह मदद करने वाला नहीं है इसलिए हम जोड़ते हैं लेकिन इससे भी अधिक जो हम सुनिश्चित करते हैं यहां से दो जगह हैं जहां हमारे पास यह एक है और ये दोनों अगले इटरेशन में 0 बन गए हैं तो हम अगली तालिका में कम से कम एक नया 0 बनाते हैं हम अगली तालिका में एक नई स्थिति में कम से कम 0 बनाते हैं जो एक मामला है जो हमें समाधान बदलने का अवसर प्रदान करता है और शायद एक अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करता है तो एक डुअल व्यवहार्य समाधान होने का यह विचार यह सुनिश्चित करता है कि डुअल समाधान व्यवहार्य है कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस सुनिश्चित करता है और एक इष्टतम समाधान प्राप्त करता है जब प्राइमल व्यवहार्य हो जाता है आम तौर पर जिस श्रेणी में आता है डुअल एल्गोरिदम कहा जाता है अब यहाँ डुअल वेरिएबल के एक सेट से दूसरे में डुअल को बदलकर और उन्हें थीटा नामक एक पैरामीटर के माध्यम से संबंधित करके एक नया डुअल समाधान प्राप्त किया जा सकता है और यह भी सुनिश्चित करते हुए कि नया डुअल समाधान हमें एक अलग आवंटन करने का अवसर प्रदान करता है जो कि प्राइमल डुअल एल्गोरिथ्म कहलाता है और यह हंगेरियन एल्गोरिथ्म जिसे हमने देखा है एक प्राइमल डुअल एल्गोरिथ्म का एक उदाहरण है लेकिन मूल सिद्धांत समान रहता है हंगेरियन एल्गोरिथ्म इस सिद्धांत पर काम करता है कि इस पंक्ति न्यूनतम और कॉलम न्यूनतम घटाव करके हम डुअल वेरिएबल को परिभाषित कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करके कि पंक्ति कॉलम घटाव के बाद मैट्रिक्स ≥ 0 है हम डुअल के लिए व्यवहार्यता सुनिश्चित कर रहे हैं 0 पोजीशन में आवंटन करके हम कंप्लीमेंट्री स्लेकनेस बनाए रख रहे हैं और इसलिए प्राइमल व्यवहार्य है यह इष्टतम है अब जब दिया गया मैट्रिक्स हमें एक व्यवहार्य समाधान देने में असमर्थ हैं तो हम यह रेखाएं करते हैं हम रेखाएँ खींचते हैं और फिर हम थीटा को कुछ पोजीशन से घटाते हैं हम थीटा को कुछ अन्य पोजीशन में जोड़ते हैं और अन्य पोजीशन को समान रखते हैं और वह लगातार डुअल वेरिएबल के एक नए सेट को परिभाषित करने के बराबर है इस प्रकार कि डुअल वेरिएबल का नया सेट भी व्यवहार्य हो क्योंकि नया मैट्रिक्स भी ≥ 0 है लेकिन डुअल वेरिएबल का नया सेट हमें नए असाइनमेंट करने का अवसर देता है और इस प्रकार हंगेरियन एल्गोरिथम वास्तव में काम करता है अगले मॉड्यूल में हम कुछ सॉल्वर का उपयोग करके परिवहन और असाइनमेंट तक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने का तरीका बताएंगे अब तक हमने इन सभी समस्याओं को हाथ से या एल्गोरिदम द्वारा हल किया है हमने एल्गोरिदम को समझा अब हम यह भी समझेंगे कि इन समस्याओं को हल करने के लिए हम सॉल्वर का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो मॉड्यूल का अगला सेट और कक्षाओं का अगला सेट इस मुद्दे को संबोधित करेगा